नमस्ते और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यानों में हमने बफ़र ओवररीड भेद्यता को देखा था और फिर हमने प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता को भी देखा इस व्याख्यान में हम एक अन्य प्रकार की भेद्यता पर नजर डालेंगे जिसे इंटेजर ओवरफ्लो भेद्यता के रूप में जाना जाता है तो हम एक छोटे से उदाहरण के साथ शुरू करते हैं तो आइए हम इस विशेष प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर विचार करें और हम क्या करते है इस प्रोग्राम में हम २ कथन लेते है argv1 और argv2 अब argv1 निश्चित रूप से एक पूर्णांक संख्या है और इसलिए हम argv1 को i के इस मान में परिवर्तित करते हैं फिर हम i से s के इस मान की प्रतिलिपि बनाते हैं हम जांचते हैं कि s 80 से अधिक या बराबर है यदि ऐसा है तो हम printf 1 कथन 'Oh no you do not' और फिर 1 लौटाते हैं यदि s 80 से कम है तो हम argv2 की सामग्री को इस विशेष बफर में प्रतिलिपि करते हैं जो हम इस बफर के अंत में उस विशेष बफर में 0 जोड़ते हैं और फिर विशेष बफर को ठीक से छापते हैं ताकि अपेक्षित व्यवहार कुछ इस तरह दिखाई दे जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं जिसे width1 के रूप में जाना जाता है हम 5 को निर्दिष्ट करते हैं और हम argv2 को hello के रूप में निर्दिष्ट करते हैं तब हमने जो किया वह hello को स्क्रीन पर छप जाता है दूसरी ओर यदि आप argv1 को 80 के रूप में निर्दिष्ट करते हैं तो यह इस if कथन द्वारा यहाँ पर पकड़ा जाता है हमें 'Oh no you do not' स्क्रीन पर छपा हुआ मिलता हैं और वहां 1 लौटाते है इस जांच को बनाने का कारण यह है कि हमारे पास यह स्थानीय बफर buf है जो कि 80 बाइट्स का है अब यह C प्रोग्राम बहुत सीधा लगता है यह ठीक काम कर रहा है लेकिन एक समस्या है समस्या यह है कि हमने s को unsigned short परिभाषित किया है और i को integer होना जैसा कि आप जानते हैं कि short मान 216 1 तक अधिकतम मूल्य रख सकते हैं जो कि 65535 है दूसरी ओर integer जो कि आम तौर पर 4 बाइट होता है एक 32 बिट मान तक भण्डार कर सकता है इस प्रकार यदि i 65535 से अधिक है तो एक अतिप्रवाह होता है और इसलिए s छांट दिया जाता है उदाहरण के लिए यदि i 65536 के बराबर हो तो s 0 हो जाएगा क्योंकि s के पास केवल 16 बिट मान है और s शोर्ट है और इसलिए s 0 हो जाएगा तो इस तरह के मामलों में क्या होता है कि हम इस प्रोग्राम को जितना अपेक्षित है उससे अधिक प्रिंट करने के लिए चालाकी कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए हम यह argv1 निर्दिष्ट करते हैं कि दूसरे शब्दों में i में 65537 रखा गया है तो यह s में छांट करेगा और मान 1 होगा अब s का मान 1 है जो निश्चित रूप से 80 से कम है इसलिए यह परीक्षण विफल हो जाएगा और हम इस भाग में प्रवेश करेंगे और यहाँ आप ध्यान देंगे कि हम argv2 को buf में i के सन्दर्भ में प्रतिलिपि कर रहे हैं s के नहीं अत हम 65537 बाइट को argv2 से buf में प्रतिलिपि करेंगे तो यह एक खराबी पैदा कर सकता है और प्रोग्राम क्रैश हो सकता है लेकिन यह वास्तव में यह शोर्ट और इंट के बीच अंतर को समझने का उद्देश्य देता है और इस तरह के शब्दों से इनकार करने वाले बयान वास्तव में आपके प्रोग्राम में कहर पैदा कर सकते हैं तो इन्टिजर ओवरफ़्लो भेद्यता के 3 अलग अलग प्रकार हैं पहला विड्थ के अतिप्रवाह के कारण है दूसरा अंकगणित के अतिप्रवाह के कारण है जबकि तीसरा साइन और अनसाइन समस्याओं के कारण है तो हम इन मामलों में से प्रत्येक को कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम में क्या गलत हो सकता है और एक हमलावर कैसे कुछ करने में सक्षम हो सकता है जिसे प्रोग्राम को उम्मीद नहीं है तो आइए हम विड्थ के अतिप्रवाह के साथ शुरू करते हैं तो यह उस उदाहरण के बहुत करीब है जिसे हमने देखा है और यह ज्यादातर तब होता है जब हम टाइपकास्ट करने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए यदि हमने यहाँ पर एक इन्टिजर को परिभाषित किया है और इसे 11223344 पर आरंभीकृत किया है तो हम जानते हैं कि यह इन्टिजर32 बिट्स पर कब्जा करेगा और दूसरी ओर यह वर्ण क्रमशः 8 बिट्स और 16 बिट्स पर होगा तो इसलिए जब हमारे पास वास्तव में इस तरह के बयान होते हैं जहां हम इस वर्ण a1 को टाइपकास्ट इस a2 के साथ करने का प्रयास करते हैं या a1 को इस short int a3 टाइपकास्ट करते हैं तो इसका परिणाम छंट जाएगा इसलिए यदि हम अब a1 a2 और a3 के मानों को छापते हैं तो हम यह मान प्राप्त होंगे तो ऐसा नहीं है कि a2 और a3 क्रमशः 8 बिट और 16 बिट में विभाजित हो जाते हैं आगे लोग अंकगणित के ओवरफ्लो को देखेंगे और अंकगणित के ओवरफ्लो को समझने के लिए इस प्रोग्राम को देखेंगे हम एक integer l परिभाषित करते हैं और 1 को 0x4 से आरंभीकृत करते हैंl जो 7 0 के बाद होता है और जब हम दशमलव और हेक्साडेसीमल संकेतन में l के इस मान को छापते हैं तो हमें अपेक्षित प्राप्त होता है अब हम देखते हैं कि जब हम इस I पर कुछ संक्रियाएं करते हैं तो चलिए हम कहते हैं कि हम 1 लेते हैं और c को 0 पर जोड़ते हैं जो 7 0 के बाद है हम क्या प्राप्त करते हैं जब हम x के मान को छापते हैं तो यह 0 होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 0s के बाद 0x4 और 7 0s के बाद 0x7के जोड़ का मान 1 होगा जिसके बाद मान 32 0 के बाद 1 होगा और चूंकि x को integer के रूप में भी परिभाषित किया गया है इसलिए यह केवल 32 बिट मान को रख सकता है और इसलिए परिणामों ने 33 वें बिट को छांट दिया और अनदेखा कर x का मान 0 हो जाएगा तो इसी तरह के अंकगणित के ओवरफ्लो को तब भी देखा जा सकता है जब हम गुणा करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप इसे 4 से गुणा करते हैं और जब हम छापते हैं तो आप देखेंगे कि परिणाम 0 है एक और उदाहरण है जब हम L लेते हैं और 0xf 7 fs को घटाते हैं तो हमें जो कुछ मिलता है वह उदाहरण के लिए अपेक्षित नहीं है जब हम घटाते हैं तो हम 0x4 को 6 0s और उसके बाद 1 प्राप्त करते हैं इसका कारण यह है कि साइन संकेतन में 0x के सभी मानों को fs के पूरक संकेतन में 1 के रूप में लिया जाता है इसलिए यह l का 1 है जो कि धन 1 है और इसलिए आपका परिणाम l धन 1 होगा जो यह मान है अब हम कुछ सरल कार्यों पर नजर डालते हैं जो अंकगणित के अतिप्रवाह की कमजोरियों का उपयोग करते हैं इसलिए इस विशेष उदाहरण के साथ शुरू करेंगे जहां हम दिखाएंगे कि हम malloc द्वारा आवंटित स्थान को कैसे हेरफेर कर सकते हैं हम जो करते हैं वह सरल है फ़ंक्शन 2 मापदंडों और इन्टिजर ऐरे को लंबाई के बाद लेता है और फिर हम इन्टिजर के आकार में malloc की लंबाई लेते हैं तो यह जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर आप एक malloc कैसे बनायेगा चूँकि हम एक इन्टिजर ऐरे चाहते हैं और प्रत्येक इन्टिजर 4 बाइट्स का होता है इसलिए हम आम तौर पर len इन्टिजर के आकार को करते हैं और हम जाँचते हैं कि क्या malloc सफलतापूर्वक किया गया था और फिर हम ऐरे को myarray में प्रतिलिपि करते हैं इस फ़ंक्शन के साथ समस्या यह है कि इनपुट लंबाई उपयोगकर्ता द्वारा या अन्य उपयोगकर्ता द्वारा जो वास्तव में इस फ़ंक्शन को लागू कर रहा है निर्धारित की जाती है तो इसलिए उपयोगकर्ता वास्तव में len के लिए बहुत बड़ी संख्या दे सकता है जैसे कि जब आप len को int के आकार से गुणा करते हैं जो कि आम तौर पर 4 बाइट्स होता है तब एक अंकगणितीय अतिप्रवाह हो सकता है और भेजा गया मान मान को लौटाता है और फिर malloc को दिया गया मान बहुत कम संख्या में हो सकता है इस प्रकार my array एक बहुत ही छोटे मेमोरी आकार के साथ आवंटित किया जाता है अब यहां पर इस for लूप में क्या होगा जैसे कि हम देखते हैं कि for लूप I 0 से लेकर i len से एक कम तक चलता है अब len को हमने बहुत बड़ी संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया है और इसलिए हम my array के i के लिए एक बफर ओवरफ्लो प्राप्त करेंगे तो हम यहाँ पर जो देखते हैं वह यह है कि हम malloc को आमंत्रित करने में सक्षम हैं और अनुरोधित बाइट्स की संख्या को ओवरफ्लो करने में सक्षम हैं इस प्रकार से हम जिस ऐरे को प्राप्त करते हैं वह बहुत छोटा होता है और हम अपने ऐरे के लिए एक बफर ओवरफ्लो पैदा कर सकते हैं तो जैसा कि हमने पहले देखा है जब हम इस तरह के बफर को बनाते हैं तो इस प्रकार शोषण किया जा सकता है अगली चीज़ जो हम देखते हैं वह unsigned integers है और भेद्यताएँ जो sign और unsigned integers के कारण हो सकती है तो जैसा हम जानते हैं कि signed integers को सबसे बायीं तरफ कि बिट के द्वारा समझा जाता है यदि सबसे बायीं तरफ की बिट का मान 1 है तो संख्या एक नकारात्मक संख्या है यदि बायीं तरफ की बिट का मान 0 है तो संख्या को एक धनात्मक संख्या के रूप में समझी जाती है यह अप्रत्याशित परिणाम पैदा कर सकता है विशेष रूप से जब आप तुलना और अंकगणित कर रहे होते हैं तो हम यह बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं तो हमने क्या किया है कि हमने इन्टिजर 1 को परिभाषित किया है 0x7 और उसके बाद 7 fs है तो यह है सबसे बड़ा धनात्मक साइन इन्टिजर जिसे 4 बाइट इन्टिजर मान के साथ दर्शाया जा सकता है तो हम क्या करते हैं हम 1 के इस मान में 1 जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा तो जब हमने 1 किया तो हम देखते हैं कि संख्या आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या में बदलती है तो यह परिणाम हमेशा अपेक्षित नहीं होता है और इसलिए एक भेद्यता होती है जिससे कार्यों का निर्माण हो सकता है तो हम साइन व्याख्या के साथ एक छोटी सी भेद्यता को देखते हैं जिसमें तुलना और फिर प्रतिलिपि करना शामिल है तो आइए इस फ़ंक्शन पर एक नज़र डालते हैं कि हम क्या करते हैं हम पैरामीटर की लंबाई लेते हैं जिसे इनपुट के रूप में भेजा जाता है जांचें कि क्या kbuf का आकार len से अधिक है अब kbuf यहां का एक स्थानीय स्थान है और इसमें 800 बाइट्स के डेटा शामिल हैं और अगर यह len इस 800 बाइट्स से कम या इसके बराबर है तो हम if कथन में नहीं जाते हैं बल्कि एक memcpy करते हैं जहां हम बफर को kbuf में प्रतिलिपि करते हैं तो इस विशेष फंक्शन में भेद्यता क्या है पहली बात जो आप ध्यान देंगे कि len को int के रूप में परिभाषित किया गया है ठीक signed integer है दूसरी तरफ यदि आप memcpy के मुख्य पृष्ठों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह तीसरा पैरामीटर है जो यह यहां पर size t n जो यहाँ पर len से मेल खाता है वास्तव में unsigned के रूप में परिभाषित किया गया है तो हमारे पास आंतरिक रूप से एक unsigned या size t एक unsigned integer है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक signed integer से एक unsigned integer के लिए एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है तो उदाहरण के लिए अगर हम len को 1 देते हैं तो 1 निश्चित रूप से 800 से कम है और इसलिए यह if रिटर्न आता है और यह रिटर्न कथन निष्पादित नहीं होता है बल्कि हमें एक memcpy निष्पादित किया हुआ मिलेगा अब जब memcpy निष्पादित होता है चूँकि यह उम्मीद करता है कि तीसरा पैरामीटर एक unsigned integer है इसलिए signed से unsigned len का एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है अब आंतरिक रूप से 1 के लिए signed integer यह 2 घात 31 1 का बहुत बड़ा मूल्य है और इसलिए हमें जो मिल रहा है वह बफर ओवरफ्लो है क्या हो सकता है कि हमारे पास एक बड़ा buf होगा जो 800 बाइट्स से अधिक बड़ा हो सकता है जिसे kbuf में प्रतिलिपि किया जा सकता है जो कि 800 बाइट्स के लिए कड़ाई से प्रतिबंधित है इस प्रकार हमें एक बफर ओवरफ्लो मिल सकता है जो तब कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो आइए हम यहाँ इस विशेष फंक्शन के एक और उदाहरण को देखें निश्चित रूप से हम इस विशेष तालिका में एक विशेष प्रविष्टि को भरना चाहते हैं जिसे कुछ प्रविष्टियों के साथ 800 प्रविष्टियों की वैश्विक तालिका के रूप में परिभाषित किया गया है तो हम मान को पहले पैरामीटर और स्थान को तालिका में दूसरे पैरामीटर के रूप में भेजा जाता है तो हम अंततः क्या करना चाहते हैं यह कहते है कि tableposval तो ऐसा करने से पहले हम प्रचलित जांच करते हैं हम जांचते हैं कि क्या pos तालिका के आकार को int के आकार से विभाजित करने से अधिक है तो तालिका का आकार 800 गुणा 4 भागे int का आकार होगा तो ये 2 एक साथ 800 होंगे हम यह जाँच करते हैं और हमने जाँचा की कि क्या pos इस तालिका के लिए एक वैध इंडेक्स है यदि ऐसा है तभी हम val को pos में प्रतिलिपि करते हैं तो एक बात ध्यान दें कि यह कथन tableposval को वास्तव में निम्नानुसार निष्पादित होता है तो निश्चित रूप से यह कथन tablepos val को table pos sizeof val के रूप में समझा जाता है अब हम क्या करते हैं हम pos integers के आकार से 4 गुना लेते हैं इसे तालिका के शुरुआती पते पर जोड़ते हैं और उस विशेष स्थान पर हम val के मान को भरते हैं अब भेद्यता इस बिंदु पर है इस कोड के साथ समस्या यह है कि pos को integer के रूप में परिभाषित किया गया है और इसलिए दोनों धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक मान भी ले सकते हैं यदि हम उदाहरण के लिए pos के लिए एक ऋणात्मक मान देते हैं तो हम कहते हैं कि pos 1 के बराबर है तो यह if कथन 800 से 1 अधिक होगा और निश्चित रूप से यह विशेष if कथन गलत होगा दूसरी ओर जब हम यहाँ इस कथन पर आते हैं तो pos के बराबर एक तालिका val यहाँ है pos एक unsigned मान के रूप में लिया जाता है तो 1 जो pos है एक धनात्मक मान के रूप में समझा जाता है और इसलिए हमारी तालिका में एक बहुत बड़ा धनात्मक मूल्य जोड़ा जाएगा जो एक बफर ओवरफ्लो है तो एक विशेष स्थान पर val को संग्रहीत किया जा सकता है जो तालिका के वास्तविक आकार से बहुत अधिक दूर है तो आइए एक नेटवर्क प्रक्रिया या डेमॉन के द्वारा साइन इन के कारण इन्टिजर ओवरफ्लो भेद्यता का एक और उदाहरण देखते हैं तो एक उदाहरण यहां इस फ़ंक्शन में दिया गया है तो यह फ़ंक्शन क्या करता है कि यह 2 पैकेट स्वीकार करता है 1 buffer1 और 2 buffer2 है तो इन 2 पैकेटों को सॉकेट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और फिर यह क्या होता है कि यह मानता है कि इनमें से प्रत्येक पैकेट के पहले 4 बाइट्स में पैकेट का आकार शामिल है इसलिए उदाहरण के लिए buffer1 कुछ इस तरह दिखाई देगा जैसे कि पहला 4 बाइट्स आकार का होंगा और शेष बाइट्स में पेलोड होगा और इसी तरह की संरचना buffer2 के लिए भी मौजूद है तो इन 2 memcpy निर्देशों के साथ हम size1 buffer1 के लिए पेलोड का आकार और size2 buffer2 के लिए पेलोड के आकार को प्राप्त करते हैं अब हम आकार प्राप्त करने के लिए इन 2 चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं हम buffer1 और उसके बाद buffer2 को बुलाकर बफर को भर देंगे इसलिए निश्चित रूप से बाहर buffer1 धन buffer2 का योग प्राप्त होने की उम्मीद है तो आगे हम क्या करते हैं हम character संकेतक out में भंडारित करते हैं हम दोनों buffer1 उसके बाद buffer2को भंडारित करते हैं दूसरे शब्दों out buffer1 और buffer2 के जोड़ को शामिल करता है और फिर हम आकार को वापस करते है हम इस विशेष प्रोग्राम की भेद्यता को देखते हैं पहली भेद्यता में आपको ध्यान आयेगा कि size1 और size2 उस अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित होते हैं जो इन विशेष पैकेटों को भेज रहा है अगली बात जो आप देखेंगे वह यह है कि size1 और size2 को unsigned integers के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि दूसरी ओर आकार को integer के रूप में परिभाषित किया गया है अब यहाँ पर यह ऑपरेशन size1 और size2 आपको आकार देगा जो एक भेद्यता है तो इस दाहिने हाथ की तरफ हमारे पास unsigned integer है जबकि बाईं ओर हमारे पास एक signed integer है इसलिए अगर size1 और size2 काफी बड़ा है तो हम वास्तव में इस आकार में एक ऋणात्मक मान प्राप्त कर सकते हैं जो फ़ंक्शन द्वारा लौटाया गया है और चूंकि आकार में ऋणात्मक मान हो सकता है इसलिए यह बुलाये गए फ़ंक्शन में अतिप्रवाह हो सकता है हमें buffer1 और buffer2 से युक्त एक बहुत बड़ा मूल्य out में प्राप्त होंगे ऐसा क्या हो सकता है कि out एक बहुत बड़ा मूल्य हो सकता है क्योंकि size1 और size2 को एक बड़े unsigned integers के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है दूसरे ओर आकार में इसके परिणामस्वरूप एक ऋणात्मक मान है इस memcpy में क्या होगा कि out एक बहुत बड़ा बफर हो सकता है क्योंकि size1 के साथ साथ size2 बहुत बड़ा है दूसरी ओर size एक ऋणात्मक संख्या के रूप में हो सकता है इसलिए यह बुलाये गए फ़ंक्शन में एक बफर अतिप्रवाह हो सकता है तो इस कार्य को करने के लिए यह एक छोटा सा अभ्यास है जिसे store into buffer कहा जाता है हमारे पास size का एक स्थानीय बफर है max buf size Max buf size को 1024 के 64 गुना के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि वह संख्या जो इनपुट के रूप में भेजी जाती है जो max size से अधिक होती है तो हम वापस लौटते हैं अन्यथा हम वैश्विक बफर को स्रोत का memcpy करते हैं और जिस बाइट्स संख्या में हम वास्तव में प्रतिलिपि करते हैं num द्वारा निर्दिष्ट होती है तो मैं चाहूँगा आप इसका पता लगायें है कि इस फ़ंक्शन की भेद्यता क्या है एक काफी प्रसिद्ध मैलवेयर जो वास्तव में integer अतिप्रवाह कमजोरियों का उपयोग करता है जिसे स्टेजफ्राइट बग के रूप में काफी जाना जाता था तो इस विशेष बग को जोशुआ ड्रेक द्वारा खोजा गया था और 27 जुलाई 2015 को खुलासा किया गया था तो स्टेजफ्राइट सॉफ्टवेयर निश्चित रूप से एंड्रॉइड अनुप्रयोगों के लिए C में लागू किया गया एक सॉफ़्टवेयर है और बग के कारण वास्तव में कई काम कर सकते हैं जैसे कि यह आपके मोबाइल फोन पर विशेषाधिकार वृद्धि जैसे हमलों का कारण बन सकता है या यह फोन पर मनमाना कोड भी निष्पादित कर सकता है इसलिए बग का आधार MP3 और MP4 फ़ाइलों पर आधारित है तो अनिवार्य रूप से हमलावर क्या करता है वह अच्छी तरह से तैयार की गई MP4 फाइलें बनाता है जो तब स्टेजफ्राइट लाइब्रेरी द्वारा डिकोड किया जाता है और फिर इन MP4 फ़ाइलों को डिज़ाइन किया जाता है ताकि यह भेद्यता को ट्रिगर कर सके और तब पेलोड को निष्पादित करने का कारण बनता है या यह विशेषाधिकारों की वृद्धि का कारण बन सकता है सन्दर्भ स्टेजफ्राइट तो आवश्यक विचार इस विशेष संरचना पर आधारित है तो हम यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि इस संरचना में 2 ऐरे शामिल हैं एक ऐरे call atom और एक अन्य ऐरे जिसे डेटा कहा जाता है जो length के आकार का है अब यह विशेष संरचना MP4 फ़ाइल में मौजूद है इसलिए आप जो देखते हैं वह यह है कि एक हमलावर अनुपयोगी length मान के साथ एक MP4 पैकेट बना सकता है तो यह वास्तव में टूटे हुए कोड को दर्शाता है तो यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो इसमें शामिल हैं तो मैं इसके विवरण में नहीं जाऊंगा 32 बिट प्लेटफार्मों पर कई अतिप्रवाह कमजोरियों का उपयोग किया गया था निश्चित रूप से यह एक व्यापकता अतिप्रवाह था जिसका उपयोग किया गया था जबकि 64 बिट एंड्रॉइड प्लेटफार्मों पर यह एक अंकगणित अतिप्रवाह था जिसका उपयोग किया गया था अब इस फंक्शन में अभिन्न कथन ये 2 यहाँ हैं यह चंक आकार की परिभाषा है जो हेडर से ली गई है तो हेडर MP4 फ़ाइल में मौजूद है और इसे हमलावर द्वारा निश्चित किया जा सकता है इस चंक आकार का उपयोग वास्तव में malloc और ऐरे के आकार के साथ साथ चंक आकार के लिए किया जाता है तो यह unsigned int 8 के आकार का ऐरे है जो निश्चित रूप से एक unsigned character array है इसलिए यहां होने वाला अतिप्रवाह इस तथ्य के कारण है कि यह header 0 है MP4 फ़ाइल से आता है और हमलावर द्वारा बदला जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए header का एक बड़ा मूल्य निर्धारित किया जा सकता है और यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर चौड़ाई के अतिप्रवाह या अंकगणित के अतिप्रवाह का कारण बन सकता है